नमस्कार पिछले दो सत्रों में हमने z पैरामीटर और y पैरामीटर के बारे में चर्चा की Z पैरामीटर के मामले में हमने और के लिए संबंध स्थापित किया जो करंट के संदर्भ में टू पोर्ट पर वोल्टेज है जबकि y पैरामीटर के मामले में हम वोल्टेज के संदर्भ में दोनों ओर करंट के संबंध को स्थिर करते हैं अब तीसरी स्थिति तब हो सकती है जब आपके पास एक डिपेंडेंट घटक के रूप में वोल्टेज और करंट हो फिर उस स्थिति में क्या होगा यह पैरामीटर का नया सेट देगा जिसे हम आज के सत्र में चर्चा करेंगे चलिए आज के व्याख्यान की चर्चा शुरू करते हैं हम आज के सत्र में हाइब्रिड पैरामीटर के बारे में चर्चा करेंगे हमने z और y पैरामीटर देखे हैं लेकिन टू पोर्ट नेटवर्क के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास z और y पैरामीटर का पता लगाने के लिए हमेशा एक लचीलापन हो पैरामीटर के एक और सेट को विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें आपके पास और के रूप में डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और के लिए होंगे इस तरह के सम्बन्ध आप ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ट्रांजिस्टर में देखेंगे ट्रांजिस्टर के मामले में यदि आपने अध्ययन किया है तो हमने एच पैरामीटर के संदर्भ में ट्रांजिस्टर के समकक्ष मॉडल को विकसित किया है उन मामलों में हम एच पैरामीटर वेरिएबल का उपयोग कर सकते हैं जिनके बारे में हम आज के सत्र में चर्चा करेंगे अब ऐसे उपकरणों के एच पैरामीटर को मापना बहुत आसान है फिर उनके जेड और वाई पैरामीटर को मापना यही कारण है कि हम एच पैरामीटर की गणना में अधिक रुचि रखते हैं इसलिए यदि आप याद करते हैं कि हमने चर्चा की कि आइडियल ट्रांसफार्मर के मामले में हम उस सर्किट के लिए z पैरामीटर नहीं बना सकते हैं लेकिन इस मामले में आइडियल ट्रांसफार्मर को हाइब्रिड पैरामीटर का उपयोग करके वर्णित किया जा सकता है अब हम टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच संबंधों को कैसे परिभाषित करेंगे एच पैरामीटर के मामले में हम कहेंगे कि यानी इनपुट पोर्ट वोल्टेज इनपुट पोर्ट करंट और आउटपुट पोर्ट वोल्टेज से संबंधित होगा इसी प्रकार आउटपुट पोर्ट करंट यानी का इनपुट पोर्ट करंट और आउटपुट पोर्ट वोल्टेज के बीच एक संबंध होगा और इसे इस प्रकार परिभाषित करेगा एच पैरामीटर का पता लगाने के लिए ये दो बुनियादी समीकरण हैं अब मैट्रिक्स के रूप में हम कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे तो आपके पास होगा सारांश में हम कह सकते हैं कि हम इसे एक इनपुट की तरह पेश कर सकते हैं जो डिपेंडेंट वेक्टर इंडिपेंडेंट पैरामीटर से गुणा h पैरामीटर मैट्रिक्स के बराबर है अब h पद को इस मामले में हाइब्रिड पैरामीटर या h पैरामीटर के रूप में जाना जाता है तो उन्हें हाइब्रिड क्यों कहा जाता है क्योंकि इस मामले में हमारे पास अनुपात का एक संयोजन है इसलिए यदि आप देखते हैं यह के बीच संबंध होगा जबकि इसलिए जब आप इन दो समीकरणों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पैरामीटर में एकरूपता नहीं है ये हाइब्रिड तरह के पैरामीटर हैं जो हमारे पास एच पैरामीटर के मामले में हैं आप एच पैरामीटर को कैसे खोजेंगे सेट करके मान पैरामीटर का मूल्यांकन किया जा सकता है इसका मतलब है कि आप आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट या सेट करते हैं जो इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट है तो आइए हम पहले मामले को बताते हैं जिसमें हमने सेट किया है जिसका अर्थ है कि आउटपुट पोर्ट शार्ट सर्किट है इसलिए यदि आप इन दो समीकरणों में सेट करते हैं तो क्या होगा अब दूसरा मामला है जब आप सेट करते हैं तो यहाँ अगर आप सेट करते हैं तो आपको बाय के रूप में मिलेगा और आपको पर के रूप में मिलेगा अब इन पैरामीटर वे क्या प्रतिनिधित्व करते हैं इम्पीडेन्स का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि यह और के बीच का अनुपात है वोल्टेज गेन है क्योंकि यह और के बीच का संबंध है करंट गेन है क्योंकि यह फिर से और के बीच का अनुपात है और एडमिटन्स है क्योंकि यह और के बीच का अनुपात है अब चूंकि हमारे पास एक पैरामीटर के रूप में इम्पीडेन्स वोल्टेज गेन करंट गेन और एडमिटन्स है इसलिए हम उन्हें हाइब्रिड पैरामीटर कहते हैं तो अब आप कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेन्स ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटन्स अब h पैरामीटर आप उसी तरह से निर्धारित कर सकते हैं जैसा कि हम z या y पैरामीटर के मामले में निर्धारित करते हैं इसका मतलब है कि आप बस रिश्तों के पैरामीटर को लिख सकते हैं और फिर आप आसानी से एच पैरामीटर का पता लगा सकते हैं रेसिप्रोकल सर्किट के मामले में तो टू पोर्ट नेटवर्क का हाइब्रिड मॉडल जिसे आप इस तरह परिभाषित कर सकते हैं आप कैसे परिभाषित करेंगे आप इस तरह का सर्किट कैसे बनाएंगे यदि आप पहला समीकरण देखते हैं जो हमारे पास है जो कि को इस के माध्यम से प्रवाहित होने से गुणा किया जाता है और फिर आपके पास है जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो यह बन जाएगा यह बस रेजिस्टेंस और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का एक सीरीज संयोजन है यही कारण है कि आप इसे वोल्टेज के संदर्भ में परिभाषित करते हैं अब यहाँ यह एक पैरेलल संयोजन है ताकि आप सीधे नोडल एनालिसिस का उपयोग कर सकें इसलिए यदि आप किरचॉफ के करंट लॉ का उपयोग करते हैं तो आपको मिलेगा ये दोनों समान समीकरण हैं जिन्हें हमने एच पैरामीटर को परिभाषित करने के लिए शुरू में प्रतिनिधित्व किया था समान समीकरणों का उपयोग टू पोर्ट नेटवर्क के हाइब्रिड मॉडल को खींचने के लिए किया जा सकता है इसलिए यह किसी विशेष नेटवर्क के लिए आपका समकक्ष h पैरामीटर सर्किट होगा अब पैरामीटर का एक और सेट है जो एच पैरामीटर से निकटता से संबंधित है और उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें जी पैरामीटर के रूप में कहा जाता है या हाइब्रिड पैरामीटर उलटा होता है अब एच पैरामीटर के मामले में हम और के बीच संबंध को स्थिर करते हैं इसलिए h पैरामीटर के मामले में और डिपेंडेंट वेरिएबल थे अब इस मामले में जब आप जी पैरामीटर को परिभाषित कर रहे हैं या आप एच पैरामीटर के इनवर्स कह सकते हैं हमारे पास और के रूप में डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और होगा तो अब आप टर्मिनल करंट और वोल्टेज का वर्णन कैसे करेंगे यह समीकरणों का एक और सेट हो सकता है जो जी पैरामीटर को परिभाषित करेगा मैट्रिक्स में आप कैसे लिख सकते हैं आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं इसलिए चूंकि आप देखते हैं कि ये h पैरामीटर के इनवर्स हैं क्योंकि h पैरामीटर के मामले में हम और पर डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में थे यहाँ हम इसके विपरीत हैं जो कि और पर डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में हैं तो हम जी को हाइब्रिड पैरामीटर के इनवर्स कहेंगे या हम संक्षेप में जी पैरामीटर के रूप में कहेंगे अब आप जी पैरामीटर की वैल्यू का पता कैसे लगाएंगे इन पैरामीटर की वैल्यू का मूल्यांकन अब सेट करके किया जा सकता है यह इनपुट पोर्ट्स शॉर्ट सर्किट है इसलिए h पैरामीटर के मामले में हम थे जो कि आउटपुट पोर्ट शार्ट सर्किट था यहाँ का मतलब है कि इनपुट पोर्ट शार्ट है और का मतलब है कि आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट एच पैरामीटर के मामले में हम सेट करते हैं जो इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट है अब यदि आप सेट करते हैं तो हम प्राप्त करेंगे यदि आप सेट करते हैं तो पैरामीटर और क्रमशः एक एडमिटन्स एक करंट गेन एक वोल्टेज गेन और एक इम्पीडेन्स का प्रतिनिधित्व करते हैं आप उन पैरामीटर के साथ उनकी तुलना कर सकते हैं जहां इम्पीडेन्स थी वोल्टेज गेन था करंट गेन था और एडमिटन्स था यहाँ आप देखेंगे पैरामीटर हम एच पैरामीटर के मामले में हमारे विपरीत थे अब आप कह सकते हैं कि ओपन सर्किट इनपुट एडमिटन्स शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन शॉर्ट सर्किट आउटपुट इम्पीडेन्स अब यहाँ आप यह भी पता लगा सकते हैं कि जी या वाई पैरामीटर के मामले में हमने क्या किया यहां उलटा हाइब्रिड मॉडल है जो कि जी पैरामीटर मॉडल है आप इस तरह आकर्षित कर सकते हैं यदि आप यहां करंट सोर्स और रेजिस्टेंस को पैरेलल में देखते हैं तो आप इस मामले में नोडल एनालिसिस का उपयोग कर सकते हैं यदि आप यहां किरचॉफ के करंट लॉ को लागू करते हैं तो जो आपके द्वारा प्राप्त किया गया डिपेंडेंट सोर्स है यह आपको सर्किट के इस हिस्से के मामले में मिलेगा दूसरे भाग के मामले में आप देखेंगे कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस इसलिए आप किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का उपयोग करेंगे जब आप किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का उपयोग करते हैं तो आप लिखेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों समान समीकरण हैं जिनका हमने शुरू में जी पैरामीटर के मामले में उल्लेख किया था तो इन समीकरणों का उपयोग जी पैरामीटर के लिए बराबर सर्किट खींचने के लिए किया जा सकता है अब कुछ उदाहरणों की मदद से इस अवधारणा को समझते हैं एच पैरामीटर के मामले में पहला उदाहरण लेते हैं इसलिए यहाँ यदि आप देखते हैं कि आपके पास T सर्किट है जिसमें एक 2 ओम रेजिस्टेंस 3 ओम रेजिस्टेंस और 6 ओम रेजिस्टेंस है अब हमें h पैरामीटर का पता लगाने की आवश्यकता है इसलिए हम h पैरामीटर के मामले में मूल परिभाषा का उपयोग करेंगे इसलिए हम पहले h11 h21 का निर्धारण करेंगे हम पहले मौजूदा सोर्स को इनपुट पोर्ट और शॉर्ट सर्किट आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट करेंगे इसलिए यदि आप अपडेटेड किए गए सर्किट को देखते हैं तो आपके पास प्रश्न में दिए गए T सर्किट का T सर्किट है अब आप इस मामले में आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट बना रहे हैं और आप इनपुट पोर्ट पर करंट सोर्स को लागू कर रहे हैं अब जब आप आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ये 3 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस अब पैरेलल हो जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं अब दूसरे मामले में आपको क्या करना है अब आप इस पॉइंट पर करंट डिवीज़न का उपयोग करेंगे इसलिए यदि आप इस विशेष खंड में प्रवाहमान धारा 3 ओम रेजिस्टेंस को देखते हैं तो वह धारा जो यहां प्रवाहित हो रही है को 3 ओम और 6 ओम रेजिस्टेंस में विभाजित किया जाएगा ताकि करंट डिवीज़न का उपयोग करके आप यह पता लगा सकें कि करंट प्रवाह का वैल्यू क्या है इस विशेष 3 ओम रेजिस्टेंस के माध्यम से तो आपको करंट डिवीज़न का उपयोग करने के लिए क्या मिलता है इसमें बहने वाली धारा का मान आपको मिलेगा लेकिन यहाँ करंट का मान भी है क्योंकि करंट की दिशा विपरीत है तुम लिख सकते हो अब आगे हमें क्या करना है हमें और की वैल्यू का पता लगाने की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे इस मामले में एक वोल्टेज सोर्स को आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट करेगा और हम इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट के रूप में रखेंगे इस स्थिति में 0 हो जाएगा और हम को आउटपुट पोर्ट पर लागू करेंगे तो अब क्या होगा इसलिए यदि आप इस विशेष पॉइंट पर वोल्ट डिवीज़न का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि वैल्यू अब आप यह भी कह सकते हैं कि अब यदि आप और देखते हैं तो आप बस कह सकते हैं कि यह सर्किट रेसिप्रोकल सर्किट है अब अगला हम सर्किट के जी पैरामीटर को खोजने की कोशिश करते हैं जो इस आंकड़े में दिया गया है यहां आप देखेंगे कि सर्किट में 1 फैराड के एक हेनरी कैपेसिटर और 1 ओम के एक रेजिस्टेंस का प्रारंभ हो रहा है हमें g के पैरामीटर को एक फंक्शन के रूप में खोजना है तो इसका मतलब है कि हमें पहले इस सर्किट को लाप्लास डोमेन में बदलना होगा जो एस डोमेन है तो सबसे पहले हम इसे लाप्लास डोमेन में बदल देंगे कैपेसिटर को 1 बाय एस के रूप में दर्शाया जाएगा और रेजिस्टेंस वही रहेगा अब और का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे हम वोल्टेज सोर्स को इनपुट पोर्ट से जोड़ देंगे और हम आउटपुट पोर्ट को खोल देंगे जैसा कि हम इस आंकड़े में देखते हैं तो अब यहाँ क्या होगा शून्य होगा और हमारे पास इनपुट पोर्ट से बहने वाला करंट होगा अब का मान क्या है आप बस के रूप में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं अब आगे आपको क्या करना है आपको के संदर्भ में वोल्टेज का वैल्यू पता लगाना चाहिए तो आप बस यहां वोल्टेज डिवीजन का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि को 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया जाता है इसे वोल्टेज डिवीज़न की सहायता से के संदर्भ में दर्शाया जा सकता है इसलिए यदि आप वोल्टेज डिवीज़न लागू करते हैं अब अगला हमें और का पता लगाना होगा हमें एक करंट सोर्स को आउटपुट पोर्ट और शॉर्ट सर्किट इनपुट पोर्ट से कनेक्ट करना होगा हम इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे जिसका अर्थ है और हम आउटपुट टर्मिनल पर एक करंट सोर्स के रूप में को लागू करेंगे अब हमें और के मान ज्ञात करने की आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे हम करंट डिवीज़न का उपयोग करेंगे यदि आप देखते हैं कि करंट 1 ओम रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टर प्रवाह कर रहा है इसलिए यदि आप देखते हैं कि इंडक्टर के घटक के माध्यम से प्रवाहित होने वाला घटक के ऋण के बराबर और कुछ नहीं होगा तो हमें क्या करना है हमें इंडक्टर के माध्यम से बहने वाले के भाग का पता लगाना है तो इसके लिए हम बस करंट डिवीज़न का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आप करंट डिवीज़न का उपयोग करते हैं अब हमें और के बीच संबंध का पता लगाना होगा का मान है तो अब चाहे वह एक साधारण नेटवर्क हो या यदि आपको वह नेटवर्क मिल रहा हो जिसमें रेजिस्टेंस इंडक्टंस और केपेसिटंस हो आप आसानी से उन पैरामीटर का पता लगा सकते हैं जो शायद जेड पैरामीटर वाई पैरामीटर एच पैरामीटर या जी पैरामीटर हैं इसलिए इसके साथ हम अपने आज के सत्र को बंद कर सकते हैं इस सत्र में हमने दो महत्वपूर्ण पैरामीटर के बारे में चर्चा की जो h पैरामीटर और g पैरामीटर थे धन्यवाद